पहले के मॉडल में हमने केस विश्लेषण की विस्तार से चर्चा की है केस विश्लेषण कैसे करें हमें क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए प्रशिक्षुओं को कैसे सूचित किया जाना है किस टेंप्लेट का उपयोग किया जाना है कब कहां और कैसे और अब हम एक और प्रशिक्षण पहलू केस लेखन के बारे में चर्चा करेंगे तथापि हम 3 दिनों के लिए इस केस लेखन कार्यशाला को ले सकते हैं और इन 3 दिनों के दौरान पहले कदम में हम अवधारणाओं को लेते हैं फिर उद्योग की यात्रा करते हैं फिर समस्या लेकर आते हैं फिर केस स्टडी की ड्राफ्टिंग फिर केस स्टडी का प्रेजेंटेशन इनमें सुधार का जो भी सुझाव दिया गया है उसको सम्मिलित कर फिर छात्रों के साथ बातचीत किया जाता है उन्हें केस स्टडी देते हुए उनसे फीडबैक लिया जाता है अगर पाठक के दृष्टिकोण से कुछ भी गायब है तो हम उस पर विचार करते हैं और अंत में हम उस विशेष केस स्टडी को विकसित करते हैं इस केस स्टडी को जिसे आपने बनाया है उसे यूके में सम्मिलित हो जाती है फिर इन केस से विकास का अध्ययन केस को लिखने वाली कार्यशालाए जिन्हें एक प्रशिक्षण विधि के रूप में आयोजित किया जा सकता है इसलिए मैं इस बारे में बात करूंगा कि केस स्टडी को कैसे लिखना है और केस लेखन कार्यशाला में कैसे आचरण करना है अब जैसे कि मैंने उल्लेख किया है शुरुआत में हम केस और केस विश्लेषण की अवधारणा के साथ शुरू करेंगे जिसे मैंने 16 17 18 और 19 मॉड्यूल में कवर किया है यह केस कैसे महत्वपूर्ण हैं और हमें शिक्षण पद्धति में केस स्टडी का उपयोग क्यों करना चाहिए और इन समस्याओं के समाधान पर ध्यान कैसे दिया जाना चाहिए अब यहां एक केस लिखने के चरणों में दूसरा चरण उद्योग का दौरा होगा अगर वहां मान ले कि 25 से 30 प्रतिभागी है तो हम पांच से छह समूह रख सकते हैं और फिर उन्हें उद्योग में ले जा सकते हैं उद्योग पहुंचने से पहले नियुक्ति ली जानी चाहिए और उद्योग पहुंचने के बाद हमें विशेष रूप से मानव संसाधन कार्यकारी से मिलना होता है एक व्यक्ति जो हमें यह बताएंगे कि मुद्दा क्या था और संगठन द्वारा मुद्दे को कैसे संभाला गया था या कोई समस्या थी और फिर क्या समस्या थी और कैसे समस्या का हल निकाला गया या जो समस्या का हल नहीं निकाला गया तो इसलिए वह व्यक्ति केस लेखन के लिए इस विशेष इनपुट के बारे में हमें सूचित करेंगे तो हम उस व्यक्ति विशेष से मिलते हैं जो उद्योग के कार्यकारी है और जो कुछ विशेष घटना या उद्योग द्वारा लिए गए विशेष निर्णय को साझा करते हैं इसीलिए हम मामले की उत्पत्ति से शुरू करते हैं पहले हम उन जरूरतों की पहचान करेंगे जो उसकी आवश्यकताएं हैं विशेष रूप से निर्णय लेने की समस्या आवश्यकत मुद्दा यह हो सकता है कि या तो संगठन विशिष्ट है या कुछ निश्चित विचार है मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि बहुत सारे केसस उद्योग था और वह बिस्कुट निर्माण कर रहे थे एक विशेष आदेश निर्यात के लिए आया था इसीलिए उस विशेष उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग करके बिस्कुट की गुणवत्ता बनाए रखने के लिएसमझौते के अनुसार दुकान में एयर कंडीशनर प्रदान की गई थी निर्यात ऑर्डर खत्म हो गया था और बिस्कुट भेजे गए थे और जो एयर कंडीशनर बिस्कुट को बनाने के लिए उपयोग किया गया था उन्हें दुकान से हटाना शुरू किया गया था और इसमें आईआर समस्या उत्पन्न हो गई तो यह इनपुट था अब यही आवश्यकता थी कि क्या हमें आईआर औद्योगिक संबंध पर या यहां हमें मानव संसाधन प्रबंधन समस्या में रूपांतरित हो जाएं जरूरतों की स्थापना चरण संख्या दो विशिष्ट मुद्दों और विचारों व्यक्तियों या संगठन के लिए खोज जो मामले की जानकारी की आपूर्ति कर सकते हैंइसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह किसी विशेष मुद्दे और विचारों के लिए हैं जैसे कि इस विशेष उदाहरण में मैंने संगठन में एचआर प्रबंधक जैसे व्यक्तियों या वह विशेष कंपनी को चित्रित किया है जो मामले की जानकारी की आपूर्ति कर सकते हैं ताकि यह विशेष जानकारी विशेष कार्य पालिका द्वारा अनुक्रम में प्रदान की जाएगी अर्थात पहले महीने में क्या हुआ दूसरे महीने में क्या हुआ तीसरे महीने में क्या हुआ और विशेष महत्वपूर्ण घटना क्या थी यह पूरी जानकारी विशेष आवश्यकता को स्थापित करने में प्रदान की जाएगी अब प्रारंभिक संपर्क केस विषय पर सामग्री तक पहुंच की स्थापना इसीलिए यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि जब भी हम प्रारंभिक संपर्क कर रहे हैं हम उस विशेष संगठन को बताएं कि इन सूचनाओं का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा कभी कभी वे संगठन के नाम का खुलासा करने की अनुमति देते हैं कभी कभी वे संगठन का नाम उजागर न करने का आग्रह करते हैं इसीलिए शुरुआती संपर्क में यह स्पष्ट होनी चाहिए कि विषय क्या होगा क्या होगा मामला वह कौन सी जानकारी साझा करने जा रहा है और क्या इस केस स्टडी को लिखने के बाद प्रकाशित किया जाएगा अथवा नहीं और अगर यह प्रकाशित किया जाना है तो क्या कंपनी का नाम दिया जा सकता है या कंपनी का नाम नहीं दिया जा सकता है तो इसीलिए यह प्रारंभिक संपर्क होगा और जैसे ही हम शुरू करें और केस लिखने के बारे में सोचें उस प्रारंभिक संपर्क को चर्चा में लाना चाहिए अगला चरण डेटा संग्रह है केस के लिए प्रासंगिक जानकारी का एकत्रीकरण है इसीलिए हम इस विशेष स्थान उद्योग पर जाएं यह हमेशा बेहतर होता है कि हम उद्योग में जाएं हम कार्यशाला में संगठन कार्यपालक को आमंत्रित करें और वहां कक्षा साझा कर सकते हैं लेकिन उस विशेष संगठन की भावना को समझने के लिए यह समझने के लिए कि संगठन कैसे काम करता है मामले के लेखक को जगह का दौरा करना चाहिए केस के बारे में कहां और क्या लिख रहे है और इसलिए डाटा संग्रह के लिए एकत्रित प्रासंगिक जानकारी को एकत्र किया जाना है चरण 5 लेखन प्रक्रियासंगठन डेटा की प्रस्तुति और जानकारी होगी डाटा की प्रस्तुति और जानकारी को जिस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा केस लिखने का प्रारूप वही होगा जो मैं आगे चर्चा करूंगा कि जब भी हम एक डाटा को एकत्रित करते हैं हम संस्थान में वापस आते हैं और वहां हम उस विशेष जानकारी को क्रमबद्ध लेखन में बनाते हैं और केस स्टडी में बदल देते हैं फिर उपयुक्त व्यक्तियों से यह लेखन की अनुमति प्राप्त करें एक बार लिखने का मसौदा तैयार है मसौदा फिर से उद्योग में व्यक्ति को भेजा जाता है और हमें उनसे पूछना पड़ता है यह वह मसौदा है यह वह सामग्री है जिसे हम प्रकाशित करने जा रहे हैं क्या आपकी अनुमति है या नहीं और कई बार यह देखा गया है कि यदि केस स्टडी बहुत रचनात्मक है तो संगठन अनुमति देते हैं और अगर यह किसी विशेष आईआर समस्या के बारे में होता है तो संगठन अनुमति नहीं देते और वे कह सकते हैं कि शैक्षणिक उद्देश्य के लिए संगठन और मामले के नाम को प्रच्छन्न करके इस मामले का उपयोग करें इसलिए जब भी केस शैक्षणिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो संगठन कोई दिक्कत नहीं करता है अब केस स्टडी की लेखन प्रक्रिया में क्या गतिविधियां है केस लेखन एक चुनौतीपूर्ण काम है लेकिन उनके उपयोग से दिखने वाले परिणाम लाभप्रद हो सकते हैं इसलिए जब हम इस विशेष कार्य के लिए जाते हैं जो उद्योग में जाकर अनुमति ले रहा है उस व्यक्ति से संपर्क करना फिर जानकारी साझा करना मामले का मसौदा तैयार करना और फिर वापस भेजना और जारी करने की अनुमति लेना निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है लेकिन परिणाम क्या है इसका परिणाम बहुत ही फायदेमंद है वह व्यक्ति जब यह केस स्टडी प्रकाशित करता है तो वह बहुत सम्मानित महसूस करता है कि हां उन्होंने थोड़ा ही सही पर शिक्षा के जगत के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है केस लेखन में जटिल और चिंतनशील प्रयास शामिल है चिंतनशील प्रयास केस लेखन में होगा वे इस प्रक्रिया से गुजरेंगे जो भी प्रक्रिया उनके पास है उसके बाद या तो एचआरडी परिदृश्य को प्रतिबिंबित किया जाएगा या एच आर संबंधित विशेष कार्य होगा या एक विशेष विषय ओबी संगठनात्मक व्यवहार अवसर के रूप में संबंधित है और इससे उन्हें इस विशेष अध्ययन को किस तरह से बना कर कक्षा में ले जाना है उसमें मदद मिलेगी एक केस के लेखक को जानकारी और विचारों का विश्लेषण मूल्यांकन व्याख्या और संश्लेषण करना पड़ता है और इसलिए केस लेखन में हमने पहले जो भी चर्चा की है पहले से ही एक केस था और फिर हमने मामले का विश्लेषण किया यहां हम बात कर रहे हैं केस राइटिंग और जब हम केस राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो केस स्टडी के रूप में जो कुछ भी एकत्र और संश्लेषित किया है केस लेखक डाटा की व्याख्या उसके निर्णयों के विश्लेषण और मूल्यांकन को भी लिखने में सक्षम हो वास्तव में केस लेखन किसी के शिक्षण और शोध को समृद्ध कर सकते हैं स्वाभाविक रूप से जब हम अपना स्वयं का केस स्टडीज बनाते हैं हमें विशेष रूप से युवा शिक्षा संकायों को उद्योगों की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना चाहिए वे अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र पर अपने मामले का अध्ययन करें और उन्हें शिक्षण में साझा करें और उन्हें शोध में साझा करें यह शोध वह हिस्सा है जिसे वे छात्रों के साथ साझा करेंगे और जो उनके आगे के शोध के लिए नए अवसर खोलेगा लेखन प्रक्रिया में चार प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं पहला नियोजन है दूसरा आयोजन हैतीसरा एक प्रारूपण है और चौथा संशोधित है इसलिए इस विशेष स्टडी को लिखते समय इन कारकों पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हम लिखेंगे वह यही है मैं योजना आयोजन प्रारूपण और संशोधन पर चर्चा करूंगा मुझे पहला कारक लेना चाहिए और वह है योजना बनाना नियोजन एक ऐसी योजना की स्थापना है जो किसी मामले को लिखने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों और आवश्यक तत्वों को बताता है इसलिए यहां एक योजना की स्थापना की गई है कि इस विशेष मामले के केस अध्ययन में कौन सी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनसे हमें योजना बनाना है केस लेखन में आवश्यक तत्व क्या हैं और हम उस विशेष जानकारी को कैसे एकत्र करेंगे एक उदाहरण के लिए उस मामले का मुख्य भाग जिसे मैं आयोजन में भी चर्चा करूंगा हमारे दिमाग में योजना होनी चाहिए कि हम उस विशेष केस स्टडी को विकसित करेंगे चाहे यह किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित हो यह किसी विशेष प्रारूप से संबंधित हो यह एक विशेष परिप्रेक्ष्य से संबंधित इसलिए इन सभी को योजना के चरण में माना जाना चाहिए ऐसा करने के लिए कि केस लिखने वाले को केस राइटिंग टास्क के उद्देश्य की पहचान होनी चाहिए कि हमें क्यों अध्ययन लिखना चाहिए यह केवल प्रकाशन उद्देश्य के लिए नहीं है बल्कि मूल उद्देश्य यह व्यावहारिक मामले के अध्ययन हम कक्षा के माध्यम से साझा कर सकते हैं और हम अपने छात्रों को यथार्थवादी तथ्यों और आंकड़ों के साथ शिक्षित कर सकते हैं ताकि शिक्षण के लिए उपयोगी हो यह मेरे अनुसार प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए केस लेखन का उद्देश्य होना है और उस केस स्टडी का प्रकाशन एक पुरस्कार होगा शिक्षार्थी विशेषताओं को पहचानें अब जो प्रशिक्षु हैं वे जो रुचि रखते हैं एक अध्ययन लिखें और फिर से कार्यशाला में शामिल हों मैंने पहले के मॉड्यूल में भी उल्लेख किया है कि प्रशिक्षक को प्रशिक्षुओं की विशेषताओं को जानना चाहिए एक बार जब आप प्रशिक्षुओं की विशेषताओं को जान लेते हैं तभी आप उन्हें निर्देशित करने के लिए सही दिशा सही रास्ता खोज सकते हैं काम कर सकते हैं और ज़रूरतों के अनुसार उनकी मदद कर सकते हैं और तीसरा निर्णय यह है कि हमें केस में कौन सी जानकारी डालनी चाहिए और मैंने उल्लेख किया है कि विषय स्पष्ट होना चाहिए यदि विषय स्पष्ट है तो बिंदु संख्या 3 स्पष्ट है कि किस जानकारी को केस में डाला जाना चाहिए हालांकि जब भी हम एक विशेष मामला का मसौदा तैयार कर रहे होते हैं कई बार असंबंधित जानकारी का उपयोग एक व्यापक केस स्टडी करने के लिए किया जाता हैएक संपूर्ण केस स्टडी बनाने के लिए हमें बहुत लिखना पड़ता है लेकिन कभी ऐसा लगता है कि प्रासंगिक जानकारी नहीं है और यदि वह जानकारी प्रासंगिक नहीं है तो हमें विश्लेषण के समय बताना होगा कि असंबंधित जानकारी को समाप्त करें केस लेखन कार्य के उद्देश्य को पहचानें एक शैक्षिक सेटिंग में केस का कार्य निर्देशात्मक है इसलिए इस विशेष साधन का उपयोग किया जाता है अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखते समय विचार करने करें कि आपके छात्र केस से क्या सीखना चाहेंगे इसलिए यदि यह आईआर है तो वे श्रम कानूनों औद्योगिक रिश्ते के बारे में सीखते हैं यदि यह मानव संसाधन से संबंधित है तो वे भर्ती की रणनीतियों को समझेंगे और चयन प्रक्रिया से पदोन्नति की नीतियां सीखेंगे और समझेंग और यह उनके लिए अध्ययन का परिणाम होगा इस प्रकार से उद्योग कार्य करते हैं और उद्योग कार्य केस पाठ्यक्रम में इस्तेमाल किया जाता है तो पाठ्यक्रम में यह प्रासंगिक कैसे है मैंने जो भी सिद्धांत पर चर्चा की है पहले के मॉड्यूल में की जब भी कोई सिद्धांत होता है तो केस स्टडी उस सिद्धांत का एक कण पहलू है इसलिए इस केस स्टडी से उस विशेष धार्मिक पहलू की मदद मिलेगी सामान्य मामलों में हो सकता है व्याख्यान के साथ समन्वित और अन्य कक्षा की गतिविधियों के साथ समन्वित या वे अकेले खड़े हो सकते हैं संभव है कि वे आम तौर पर ऐसे मामलों के साथ हों जो किसी विशेष पर आधारित हों जैसे कि हम पुस्तकों को संदर्भित करते हैं पाठ्यपुस्तक में अध्याय के अंत में कुछ केस स्टडी के मामले दिए होते हैं कुछ पुस्तकें अंतिम अध्याय में व्यापक केस स्टडी देती है और और इन्हीं में से दो या तीन व्यापक केस स्टडी का अध्ययन दिया जाएगा तो वे बहुत ही सहज केस स्टडी हैं या छोटे केसलेट करने के लिए और जब व्याख्यान के साथ समन्वय किया जाता है फिर हम अन्य गतिविधियों का भी संचालन कर सकते हैं अन्यथा केस पर एकांत में चर्चा उचित नहीं है क्योंकि इससे आपको कोई जुड़ाव नहीं होगा इसलिए अगर अकादमिक कनेक्ट दिया जाना है तो अकादमिक कनेक्ट इस पर निर्भर करेगा कि वे सैद्धांतिक अवधारणाओं के साथ जुड़े हुए हैं परीक्षण से आप अपने शिक्षण और अपने छात्रों को सीखने के लिए केस कैसे चाहते हैं आप यह तय कर सकते हैं कि आपका केस क्या होना चाहिए और आपको अपना केस कैसे लिखना चाहिए इसलिए यदि आप इन सभी पहलू की जांच करते हैंआपका विषय पहलू समस्या की पहचान विशेष अध्याय में विशेष केस स्टडी का उपयोग विशेष विषय के साथ समन्वय फिर जो भी तय किया जाता है उसके बाद आप अपने केस स्टडी को लिख पाएंगे अब दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षार्थी की विशेषताएं हैं किसी भी तरह के लेखन की तरह अगर आप अपने पाठकों को उन सूचनाओं और विचारों को समझाना चाहते हैं जिन्हें आप व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैंफिर आपको और आपके पाठकों द्वारा साझा किए जाने वाले सामान्य आधार की खोज करनी होगी अब यहाँ मैं MBA के छात्रों का उदाहरण लेना चाहूँगा इसलिए MBA के छात्रों के लिए सामान्य शेयर प्रबंधन शिक्षा हैइसलिए प्रबंधन शिक्षा और प्रबंधन पाठ सीखने में ये केस अध्ययन बहुत सहायक होंगे और अपने लेखन में इस सामान्य आधार का दोहन करें और इसलिए जब भी हम केस स्टडी लिखें हमें ध्यान रखना होगा कि यह प्रबंधन शिक्षा से पेशेवर द्वारा पढ़ा जाएगा इस उदाहरण में पाठक छात्र हैं इसलिए मैंने पहले ही उदाहरण दिया है कि जब भी हम केस स्टडी लिख रहे हैंइन स्टडी का उपयोग निरपवाद रूप से प्रबंधन शिक्षा के लिए होता है और जब वे प्रबंधन शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है स्वाभाविक रूप से हितधारक या लाभार्थी छात्र होते हैं छात्रों को विषय के बारे में कितना पता है छात्र अपने विश्लेषण के आधार पर विषय के बारे में जानते हैं जब हम केस लिखते हैं तो कई मामलों का समर्थन सैद्धांतिक मॉडल द्वारा किया जाता है और इसलिए जब वे मामले को पढ़ते हैं तो वे समझ सकते हैं कि क्या वे सैद्धांतिक मॉडल या इस विशेष केस स्टडी से जुड़ने में सक्षम हैं केस स्टडी में छात्रों के क्या कार्य हैं छात्रों के कार्य हैं मामले का विश्लेषण सिफारिशें प्रदान करना है और सबसे अच्छा समाधान प्राप्त करना है इसलिए यह स्मार्ट छात्र समस्या की पहचान करने में सक्षम होगा और फिर अपनी सिफारिश के माध्यम से वह समाधान प्रदान करेगा अब यहां कभी कभी लेखक समाधान नहीं लिखता है हालांकि वह समाधान जानता है और फिर वह केस स्टडी देता है और लोगों से पूछता है कि कौन सा संगठन में किया जाना चाहिए था और फिर यह पाया जाता है कि वे जो गहन और उचित विश्लेषण बना रहे हैं वे सफलतापूर्वक उसी समाधान के समीप हैं जो संगठन ने लिया है इसलिए यह भी सीखने वालों की विशेषता होगी अब केस लिखते समय हमें कौन सी जानकारी डालनी चाहिए जानकारी कैसे प्राप्त करनी चाहिए पर विचार किया जाना चाहिएजब भी वे उद्योगों का दौरा करते हैं तो बहुत लोगों के पास प्रश्नावली होती है जिसकी मदद से वे साक्षात्कार शैली में साक्षात्कार लेते हैं या वे सीधे प्रश्न उत्तर पूछते हैं और फिर वे आपकी योजना तैयार कर लेते है क्योंकि सीधे जानकारी की उपलब्धताआपकी पसंद और सामग्री की गुणवत्ता को प्रभावित करता है इसलिए यदि व्यक्ति ने पूरी दिलचस्पी ली है तो उद्योग के कार्यकारी सहायक तथ्यों और आंकड़ों को साझा करेंगे और इसके परिणामस्वरूप यह सामग्री की पसंद और गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करेगा यदि पसंद और सामग्री की गुणवत्ता है तो निश्चित रूप से पाठकों को मूल्यवर्धन मिलेगा और लेखक मामले की सामग्री लिखने में मूल्य जोड़ देगा सामग्रियों का स्रोत कहां है प्रत्येक लेखन कार्य के लिए शोध की आवश्यकता होती है केस पहचानने के बाद आपको केस को असली और वास्तविक बनाने के लिए सामग्री की तलाश शुरू करनी होगी सामग्री विभिन्न स्रोतों से आ सकती है और मूल स्रोतों जो आम तौर पर मैं अपने मामले में कार्यशालाओं को लिखने में उपयोग करता हूं और यह सीधे उद्योग से ही है केस कैसे बनता है एक प्रभावी केस छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याएं संलग्न करने के लिए सीखने का अनुभव देता है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि वे उद्योग समझेंगे जब वे जाएंगे और देखेंगे उद्योगों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने क्या समाधान दिए हैं है इसलिए केस का प्रमुख तत्व संदर्भ की प्रमाणिकता में रहता है जहां समस्या स्थित होने के साथ ही खुद समस्या भी है इसलिए उस केस से यहां के छात्र सीखते हैं की समस्या क्या है और फिर उस विशेष समस्या का समाधान क्या है यह सब केस स्टडी के लेखन योजना है अब हम आयोजन के लिए जाएंगे आयोजन विचारों की व्यवस्था है जो मामले के उद्देश्य का समर्थन करता है और मामले की लेखन प्रक्रिया के इस हिस्से में हम समस्या को हल करते हैं कि कैसे केस सामग्री पेश की जाए केस सामग्री को एक कथा में संरचना अंदाज द्वारा प्रस्तुत किया जाता है केस जीवन की कहानियों की तरह होते हैं और इनमें साधारण से अधिक अवधारणाओं नियमों और सिद्धांतों की प्रस्तुतियाँ का विवरण और विस्तार होता हैं यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी केस जीवन से मिलते जुलते हैं जैसे कि कहानियाँ हैं जिसमें अधिक विवरण हैं और यदि अधिक विवरण हैं तो विस्तार से बताएं केस स्टडी में उल्लिखित अवधारणाओं की प्रस्तुतियाँ इसलिए संरचना में हमें अवधारणाओं नियमों और सिद्धांतों की सरल प्रस्तुति की तुलना में जो भी अधिक विवरण हैं उनके बारे में बात करनी होगी इसका मतलब यह है कि अगर कोई संगठन संरचना है तो सिर्फ पदानुक्रम के बारे में बात न करें बल्कि संगठन संरचना स्वयं दें एक कथा से मिलकर क्या बनता है एक कथा एक घटना की कहानी है इसमें क्या होता है कौन शामिल था जब यह हुआ ऐसा क्यों हुआ और यह कैसे हुआ और इसलिए इस केस में हम पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे यह कहानी नहीं है पूरी घटना काल्पनिक कहानी हैजो गतिविधि यह निर्धारित करेगी कि यह कैसे कब कहाँ और क्यों विशेष घटना घटी यह कथा उद्योग व्यक्ति द्वारा कैसे आयोजित की जाएगी एक कथा व्यवस्थित करने का सामान्य तरीका कालानुक्रमिक में अनुक्रम है जैसा वह कहता हैजो भी पहले महीने में यह हुआ था दूसरे महीने में यह हुआ था और 3 महीने बाद मुद्दा था वेतन समझौता फिर वेतन समझौते के बाद एक समस्या थी जैसे इस कालानुक्रमिक नहीं होना चाहिए जिस क्रम में घटनाएँ घटित होती हैं न कि बेतरतीब ढंग से केस की जटिलता की प्रकृति को प्रस्तुत करते हुए ध्यान रखें कि जानकारी कार्य के उद्देश्य और लेखन कार्य के उद्देश्य को सही ठहराते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि इससे पाठकों के दिमाग में एक विचार प्रक्रिया पैदा होगी केस के उपयोग सीखने में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्र की गहन सोच क्षमता में वृद्धि करना है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि अगर हम विशेष केस स्टडी को पढ़ते रहेंगे तब उसकी विचार प्रक्रिया भी साथ साथ चलेगी और महत्वपूर्ण सोच और समस्या को सुलझाने में उसकी क्षमता भी बढ़ेगी इसलिए जब ऐसी स्थिति होगी कि समस्या उत्पन्न हो रही है तो क्या करें तो यही प्रश्न छात्र की महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाएगा अब व्यवस्थित करने के बाद हम ड्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे जो केस स्टडी का लेखन है आलेखन हमारे विचारों और विचारों को कागज पर डालता है गतिविधि ठोस शब्द और वाक्य विचारों को रूपांतरित करती है हालांकि गतिविधि का ध्यान वर्तनी व्याकरण या पैराग्राफ के बजाय विचारों को विकसित करने में निहित है केस स्टडी का यह मुख्य क्रॉक्स है

इस विशेष केस के अध्ययन का प्रारूपण करते समय विचारों को ठोस शब्दों और शब्दों को वाक्यों में बदलने में सक्षम होना उस लेखक को अपने विचारों और अवधारणा को कागज पर उतारने में सक्षम होना चाहिए और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक बार जब उसने पूरे केस का अध्ययन लिख लिया तो वह मामले के पुनरीक्षण के लिए अध्ययन संशोधित करने में लिखित सुधार मूल्यांकन करना और लिखित सुधार करना शामिल है इसलिए यदि कोई अंतराल है कोई निरंतरता नहीं है तो उस स्थिति में यह देखा जाएगा वह व्यक्ति उस विशेष निरंतरता को विकसित करने में सक्षम हैवह उन अंतरालों को पाटने में सक्षम होगा वह उन बदलावों को करने में सक्षम होगा ताकि केस संपूर्ण केस बन जाए और यदि मामला पूरा हो गया है तो निश्चित रूप से वे लिखित केस स्टडी को और सुधारेंगे तो इस योजना और आयोजन और प्रारूपण और संशोधन के आधार पर पूरा केस स्टडी लिखा जाएगा और यह केस स्टडी छात्रों को दी जाएगी छात्र केस स्टडी को पढ़ेंगे वे केस स्टडी का विश्लेषण करेंगे और उसके आधार पर वे अपने सुझाव देंगे वे अपनी सिफारिशें देंगे और अब एक शिक्षक की क्या भूमिका है जो कि शायद कई बार उस विशेष केस स्टडी के लेखक होते हैं इसलिए केस स्टडी को न केवल घटना के साथ लिखा गया है बल्कि एक विशेष घटना को बताते हुए उस घटना को कहानी की तरह लिखना और फिर उसे खत्म करना चाहिए लेकिन वह अकादमिक उद्देश्य पूरा नहीं होता है इसलिए जो लिखना है वह लिखना है और केस स्टडी के साथ साथ शिक्षण नोट्स भी लिखना है केस स्टडी के साथ टीचिंग नोट्स कैसे लिखें किसी भी शिक्षण केस के लेखन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है एक शिक्षण नोट लिखना एक अच्छी तरह से लिखा गया केस स्टडी इंस्ट्रक्टरों के लिए बिना मार्गदर्शन के कुछ भी नहीं है इस तरह से उसे एक विशेष केस स्टडी का उपयोग करना होगा यह एक प्रमुख आवश्यकता है कि शिक्षण नोट पर्याप्त रूप से विस्तृत हो अन्य संकाय द्वारा केस अतिरिक्त अनुसंधान की आवश्यकता के बिना अपनाया जा सकता है इसलिए इस शिक्षण नोट्स में पर्याप्त विवरण होना चाहिए इसलिए अगर कोई और व्यक्ति उस विशेष अध्ययन का उपयोग कर रहा है इसलिए आगे उन्हें कोई विशेष शोध करने की आवश्यकता नहीं है और शिक्षण नोट्स की मदद से वह समझ जाएगा और उस विशेष केस स्टडी को पढ़ाने में सक्षम होगा 90 मिनट के क्लास सेशन के लिए 5 पेज से छोटा एक टीचिंग नोट शायद ही कभी इन मानदंडों को पूरा करता है इसलिए यदि सत्र 90 मिनट के लिए है और निश्चित रूप से चर्चा होती है तो केस दिया जाता है वे केस के साथ आते हैं और जब चर्चा होती है तब शिक्षण नोट्स कम से कम 5 पृष्ठ के एक मददगार हाथ के रूप में होना चाहिए इसलिए ये नोट्स हावर्ड बिजनेस स्कूल से लिए गए हैं तो एक अच्छे शिक्षण नोट में क्या शामिल होना चाहिए इसलिए केस सिनोप्सिस केस को पढ़ाने से पहले छात्रों को पहले से क्या जानकारी होनी चाहिए उदाहरण के लिए वह विशेष अवधारणा सैद्धांतिक अवधारणा जिसे उन्हें जानना चाहिए उदाहरण के लिए एक विशिष्ट मॉडल जिसे लागू किया जा सकता है इसलिए जब हम उस केस स्टडी को लिख रहे होते हैंउन्हें उस विशेष मॉडल के साथ अध्ययन को जोड़ने में सक्षम होना चाहिए यदि कई लक्ष्य दर्शक हैं तो विभिन्न शिक्षण रणनीतियों पर चर्चा करें और विभिन्न शिक्षण रणनीतियों के साथ वे उन विशेष शिक्षण नोट्स को अपना सकते हैं लघु मिनी मामले के लिए स्पष्ट शिक्षण उद्देश्य न्यूनतम 1 हैं एक लंबे मामले के लिए 3 से 4 तक यह स्पष्ट उद्देश्य हो सकता है जितना संभव हो उतना विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए समझाएं कि जो हम सिखा रहे हैं वे क्यों उस पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं उसके आधार पर एक विस्तृत शिक्षण योजना और विश्लेषण किया जा सकता है कक्षा का समयफिर हम केस की चर्चा के लिए कितना समय देंगे तो प्रस्तुति क्या होगी और फिर उस प्रस्तुति का समापन कैसे होगा समापन की संक्षिप्त चर्चा 10 से 15 मिनट होंगे और यह स्पष्ट रूप से सीखने के उद्देश्यों को सुदृढ़ करने के लिए जुड़ा हुआ होगाफिर विवादास्पद प्रश्न भी हो सकते हैं फिर वास्तविक नमूना और उदाहरण प्रदान करें और अगर वास्तव में ऐसा हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको अपडेट करिए अब जब चर्चा खत्म होती है वास्तव में क्या हुआ लेखक ही जानता है लेखक यह जानता है कि उस विशेष समस्या में क्या हुआ था हो सकता है उसने केस स्टडी को सवालों के साथ समाप्त कर दी हो लेकिन वह जवाब जानता है और यही शिक्षण नोट्स में होता है एक केस के बजाय एक शोध लेख के रूप में विशिष्ट गलतियों से बचा जाना चाहिए टीचिंग नोट बहुत सतही है टीचिंग नोट और केस के बीच एक बेमेल संबंध है यह नहीं होना चाहिए यह कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि उस विशेष केस अध्ययन के नोट्स में सीखने का उद्देश्य हैं एक उद्देश्य के बिना मॉडल तो वह मदद नहीं करेगाइसलिए उस विशेष केस स्टडी से संबंधित मॉडल होना चाहिए छात्र लिंक करने में सक्षम होना चाहिए कि यह मॉडल था और यह केस स्टडी है किसी भी तनाव प्रबंधन या परिवर्तन प्रबंधन या संघर्ष प्रबंधन भावनात्मक बुद्धि का उदाहरण हो सकता हैजो भी संदेश है प्रसंग है उस विशेष केस स्टडी का ऐसा केस प्रस्तुत करना जो कक्षा में कभी पढ़ाया न गया होएक केस को कुछ समय तक पढ़ाना आपको इसे परिभाषित करने और डिबग करने और कक्षा चर्चा का उपयोग करने की अनुमति देता है इसलिए किसी विशेष केस स्टडी को 4 5 बार उपयोग करें और फिर स्वाभाविक रूप से टिप्पणियां होंगी और फिर उसके आधार पर हम संक्षेप में बता सकते हैं और हम उसे एक आदर्श केस बना सकते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रशिक्षक अपने केस स्टडीज खुद बनाएं कक्षा में अभ्यास करें और अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग करें